इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है यह विशेष सत्र है जिसमें हम उन उपकरणों का अध्ययन करेंगे जो उन उपकरणों का उपयोग करके प्रैक्टिकल मेजरमेंट करेंगे जो हमने सीखे हैं या जिनका अध्ययन हमने उन सैद्धांतिक भाग में किया है पहला उपकरण जो मैं यहां चुनूंगा वह है वर्नियर कैलिपर तो ये दो वर्नियर कैलिपर्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे ये दोनों मिटुटोयो जापान द्वारा निर्मित हैं और उनके पास कुछ विशिष्टताओं हैं आप यहां उपकरण देख सकते हैं इसमें विभिन्न घटक हैं इस उपकरण का मेन स्केल है यंत्र के मेन स्केल की लंबाई लगभग 12 इंच है आप देख सकते हैं कि निचले हिस्से में मुख्य पैमाने पर इसे 200 मिमी तक कैलिब्रेट किया गया है यह वास्तव में 200 मिमी है हालाँकिस्केल की लंबाई और भी बड़ी है वास्तव में यह लंबाई दूसरे पैमाने या दूसरे भाग को समायोजित करने के लिए है जो कि कैलीपर के चलने योग्य भाग उपकरण के चलने योग्य भाग है जिसे हम अभी चर्चा करेंगे और मुख्य पैमाने के पैमाने के ऊपरी तरफ हमारे पास पैमाने पर 8 इंच तक कैलिब्रेटेड है हालाँकि कुछ अन्य अंशांकन रेखाएँ आप यहाँ देख सकते हैं तो इस विशिष्ट वर्नियर कैलिपर की सामग्री स्टेनलेस स्टील कठोर स्टील है इसलिए इसके विभिन्न घटक हैं जैसा कि हमने सिद्धांत में भी चर्चा की है पहला घटक ठोस L आकार का फ्रेम है ठोस L आकार का फ्रेम है और हमारे पास वास्तव में तय है इसमें दोनों तरफ दो प्रकार के कैलिपर हैं और दूसरा कैलिपर है जो चलने योग्य है आप यहां ठोस फ्रेम देख सकते हैं जिसमें दोनों तरफ दो कैलिपर हैं दरअसल ये दो जबड़े होते हैं निचली तरफ के जबड़े बाहरी डाय्मीटर के लिए होते हैं हम सिलेंडरों के बाहरी डाय्मीटर किसी भी आकार के गोले को माप सकते हैं जिनकी हमें निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े का उपयोग आवश्यकता होती है जिन्हें सिलेंडर में डाला जा सकता है जिसका उपयोग आंतरिक डाय्मीटर को मापने के लिए किया जा सकता है देखिए अगर हम इसे पूरी तरह से बंद कर दें तो आप देख सकते हैं कि बाहरी जबड़े भी बंद हैं और आंतरिक जबड़े भी बंद हैं और जब हम इसे थोड़ा खोलते हैं तो आप इस आंतरिक जबड़े को देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें अंदर और बाहर डाला जा सकता है जबड़े बाहर से वर्कपीस को पकड़ सकते हैं हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो भी लंबाई हो स्लॉट की लंबाई जो भी हो या निचले जबड़े के बीच जो भी गैप हो आप देख सकते हैं कि स्पेस बीच की लंबाई या ऊपरी जबड़े के बीच की दूरी के बराबर है तो मुख्य पैमाने को नीचे की तरफ मिलीमीटर में और ऊपरी तरफ इंच में स्नातक किया जाता है एक और पैमाना है जो इस वर्नियर कैलीपर का महत्वपूर्ण घटक है जिसे वर्नियर स्केल के रूप में जाना जाता है आप ० से १० तक के अंक देख सकते हैं संख्याएँ ० से १० तक लिखी जाती हैं जो कि एक वर्नियर स्केल है और १ डिवीजन के भीतर १ डिवीजन के भीतर इस १ नंबर से ० से १ तक हमारे पास ५ डिवीजन हैं 1 से 2 तक हमारे पास 5 भाग होंगे तो यह ० से १० तक बनता है यह १० गुणा ५ होता है यह 50 डिवीजनों के बराबर है साथ ही आप देख सकते हैं कि यहां लीस्ट काऊंट 002 मिमी लिखी गई है यहां सबसे कम गिनती लिखी गई है तो यह स्क्रूस से जुड़ा हुआ है वास्तव में निचले पक्ष पर हमारे पास ठीक बारीक समायोजन स्क्रू है और ऊपरी तरफ हमारे पास क्लैंपिंग स्क्रू हैं हम इसे कैसे संचालित करते हैं सबसे पहले हम उस स्क्रू को कसते हैं जो दाहिनी ओर है पहले हम इस स्क्रू को दायीं ओर कसते हैं और फिर बारीक समायोजन स्क्रू का उपयोग करके हम वर्नियर स्केल की दूरी को समायोजित कर सकते हैं तो फिर वर्नियर कैलिपर है जैसा कि मैंने कहा है या तो स्टेनलेस स्टील या उपकरण इस्पात प्रकृति और अनुप्रयोगों की गंभीरता के आधार पर बना है तो इसमें स्नातक हैं जो या तो फॉरवर्ड वर्नियर या बैकवर्ड वर्नियर में हो सकते हैं यह विशिष्ट वर्नियर कैलिपर जो हमारे हाथ में है वह है फॉरवर्ड वर्नियर आप देख सकते हैं कि रीडिंग पहले 0 से 10 तक शुरू होता है अगर यह 10 से 0 तक होता तो इसे वर्नियर स्केल पर कहा जा सकता था अगर यह 10 से 0 तक होता तो इसे बैकवर्ड वर्नियर कहा जा सकता था इसलिए क्लैंपिंग स्क्रू किसी विशेष स्थिति में चलते हुए जबड़े के कैलिपर को सक्षम बनाता है जबड़े को सही ढंग से सेट करने के बाद जबड़े को मापा जा रहा है अब यह चलते हुए जबड़े की आगे की गति को समायोजित करता है चलते हुए जबड़े जब क्लैम्पिंग स्क्रू का उपयोग करके लॉक किया जाता है तो ऑपरेटर अब सुविधाजनक स्थिति में रीडिंग पर ध्यान देता है क्योंकि जबड़े आगे नहीं बढ़ेंगे अब बेहतर समायोजन पेंच ऑपरेटर को जबड़े के उस हिस्से को सटीक रूप से घेरने में सक्षम बनाता है जहां इष्टतम क्लैंपिंग दबाव लागू करके माप की आवश्यकता होती है हालांकि वर्नियर कैलिपर का उपयोग करने से पहले कुछ दिशानिर्देश हैं जो मैं उन्हें बताना चाहूंगा हमें उपकरणवर्नियर कैलीपर या किसी भी उपकरण को साफ करने की जरूरत है यह बुनियादी एहतियात या दिशानिर्देश है जिसका उपयोग हम किसी उपकरण में करते हैं यह वर्नियर कैलिपर वास्तव में एनालॉग या मैकेनिकल वर्नियर कैलीपर है हमारे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स भी हैं जहां हम 0 को समायोजित कर सकते हैं किसी भी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह 0 स्थिति है 0 को समायोजित किया जा सकता है क्योंकि इसमें डिजिटल स्केल था लेकिन इस वर्नियर कैलिपर में हमें इस शून्य त्रुटि की गणना करने की आवश्यकता है यदि यह वहां है और खराब धूल के छोटे कणों या छोटे चिप्स के कारण होता है जो थक्का बन सकता है या जो वर्नियर कैलीपर के रैक और पिनियन व्यवस्था के बीच आ सकता है जो इसे बाधित कर सकता है इसलिए जरूरी है कि इसे ठीक से साफ किया जाए तो पहला भाग यह है कि मुझे इस हिस्से से जबड़ों को साफ करना है क्योंकि आप जानते हैं कि यह इस सतह के आधार पर कैलिब्रेटेड है तो यह एक सपाट सतह है समतलता लगभग शून्य स्तरों की तरह शून्य स्तर तक होनी चाहिए हालांकि कोई वास्तविक शून्य स्तर मौजूद नहीं है इसलिए यहां से सफाई करने को कहा है हालाँकि हम एसीटोन का उपयोग करके इसे साफ करने के लिए कपास का उपयोग कर सकते हैं तो आइए पहले उपकरण और वर्कपीस को साफ करें तो अब मेरे पास यह सिलेंडर है जिसके लिए मुझे आंतरिक डाय्मीटर बाहरी डाय्मीटर देखना पसंद है और हमारे पास ऊंचाई भी है या हम इसे चौड़ाई कह सकते हैं मुझे यह आयाम देखना पसंद है इससे पहले जब हम इसे साफ कर रहे हों तो मैं सिर्फ दिशानिर्देश बताना चाहता हूं जब कैलीपर्स जबड़े पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो इसे 0 इंगित करना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे पुनर्गणना या मरम्मत की जानी चाहिए अब ढीले ढंग से क्लैंपिंग स्क्रू और जबड़े के बीच के उद्घाटन को बदलने वाले जंगम जबड़े को खिसकाना मापी जाने वाली सुविधा से थोड़ा अधिक है तो चलिए पहले साफ करते हैं तो वर्कपीस को अब साफ किया जाना है तो हमने यहां थोड़ा एसीटोन लगाया है इसलिए मैं पहले बाहरी डाय्मीटर को देखना पसंद करता हूं यह भी नहीं भूलना चाहिए अगर हम वर्नियर कैलीपर के पीछे की तरफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक सीधी प्रोब है इसे गहराई गैज भी कहा जा सकता है अगर हम इसे खोलते हैं तो हम गहराई भी देख सकते हैं जो आप देख सकते हैं यह एक प्रोब है यह एक स्केल है यदि आप इसे खोलते हैं तो यह कितनी भी लंबाई में खुल रहा है वह लंबाई है जिसे वर्नियर स्केल पर भी पढ़ा जा सकता है तो मैं पहले वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत की व्याख्या करूंगा दरअसल वर्नियर कैलिपर का आविष्कार 1631 में पियरे वर्नियरने किया था जो एक वैज्ञानिक थे और यही वह उपकरण है जिसे मैं कह सकता हूं कि उद्योग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है कुछ निश्चित दरअसल वर्नियर कैलिपर का आविष्कार 1631 में पियरे वर्नियरने किया था जो एक वैज्ञानिक थे और यही वह उपकरण है जिसे मैं कह सकता हूं कि उद्योग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है कुछ निश्चित माप हैं जो हम केवल स्केल का उपयोग करके कर सकते हैं मुख्य सामान्य स्टील रूल लेकिन स्टील रूल कम से कम स्टील रूल आम तौर पर 1 मिमी हो सकता है या यह कभी कभी 05 मिमी हो सकता है 1 mm को दो भागों में बांटा गया है लेकिन कम से कम गिनती के 001 मिमी तक वर्नियर कैलिपर अंक उपलब्ध है कम से कम गिनती कुछ भी नहीं है कम से कम गिनती एक न्यूनतम रीडिंग है जिसे पढ़ा जा सकता है जिसे विशिष्ट उपकरण का उपयोग करके लिया जा सकता है इसलिए पठन की जाँच करने से पहले मैं वर्नियर कैलीपर के सिद्धांत पर चर्चा करना पसंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल पर 50 डिवीजन हैं देखिए अगर आप संख्याएँ देखें तो संख्याएँ 0 से 10 तक होती हैं तो 0 से 1 तक 5 भाग होते हैं 1 से 2 के बीच 5 भाग होते हैं 2 से 3 के बीच 5 भाग होते हैं अगर मैं इस बात को जारी रखता हूं तो यह १० बार में ५ विभाजन है यह 50 हो जाता है तो वर्नियर स्केल का 50 वां डिवीजन निचला स्केल जो वर्नियर स्केल है यदि आप देख सकते हैं तो मुख्य स्केल पर कुछ रीडिंग के साथ मेल खा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की अंतिम रीडिंग किस रीडिंग के साथ मेल खा रही है मुख्य पैमाने का कौन सा रीडिंग ४९ वें यदि आप ४० और ५० के बीच की संख्याएँ देखते हैं तो मुख्य पैमाने पर ४० और ५० के बीच का विभाजन हैं यह ५० के आगे पढ़ने वाले से है यह ४९ वाँ रीडिंग है वर्नियर स्केल पर अंतिम रीडिंग मुख्य स्केल के 49वें रीडिंग के साथ मेल खा रही है यदि यह संयोग है तो इसका अर्थ है कि 0 पूर्ण है कोई शून्य त्रुटि नहीं है तो यह वास्तव में 49 से 50 है मैं सबसे सरल गणना का उपयोग करके इस सिद्धांत की व्याख्या करना चाहूंगा तो मैं कहता हूँ कि एक स्केल है जिसमें हमारे 9 भाग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं इन ९ भागों को मैं मैन स्केल कहूँगा १ २ और ९ और एक और स्केल है जिसमें १० भाग हैं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ और १० मुझे लगता है कि हम इसे वर्नियर कैलीपर का सिद्धांत कहते हैं तो क्या हो रहा है वर्नियर स्केल के यह 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मैं इसे VS कहूंगा मेन स्केल के 9 डिवीजनों के बराबर है जिसका अर्थ है कि वर्नियर स्केल में 10 मुख्य स्केल में 9 के बराबर है जिसका अर्थ है कि वर्नियर स्केल 9 के बराबर है मेन स्केल का 10 09 के बराबर है इसका मतलब है वर्नियर स्केल मेन स्केल के 09 गुना के बराबर है यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 09 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है या यह 09mm के बराबर है वर्नियर स्केल वीएस के 10 डिवीजन मेन स्केल एमएस के 9 डिवीजन 10 divisions of Vernier Scale VS 9 divisions of Main Scale MS 10 वीएस 9 एमएस 10 VS 9 MS 1 VS MS 1 VSD 09 MSD 1 VSD 09 mm क्या होगा यदि यह संख्या यहां 49 है और यह संख्या 50 है यहाँ वर्तमान स्केल में इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल 49 बटा 50 मेन स्केल के बराबर है इसका मतलब है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इसके बराबर है इसके बारे में 098 मेन स्केल डिवीजन 098 mm के बराबर है तो यह हमें क्या मिलता है VS MS 1 VSD 098 MSD 1 VSD 098 mm इसका तात्पर्य यह है कि यदि मैं पहला भाग देखता हूं यदि यह मेन स्केल है यदि यह मेन स्केल है और यह है हमारा वर्नियर स्केल नीचे है यदि यह 1 मिमी है तो यह पहला विभाजन है और यह वैल्यू हम कह सकते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन 098 मिमी के बराबर है जिसका अर्थ है कि यह वैल्यू 098 है और यह वैल्यू 0 बिंदु के बराबर है या मैं इसे बेहतर कह सकता हूं इस तरह से बेहतर तरीके से इसकी गणना करें 10 कुल 1 माइनस 098 002 मिमी के बराबर है यानी पहली रीडिंग 002 मिमी है अब यदि पहली रीडिंग 002 मिमी है तो दूसरी रीडिंग क्या होगी यह 004 006 और 008 हो सकता है इसलिए 002 से 50 तक जो 1 मिमी के बराबर है तो ये वे विभाजन हैं जो हमारे वर्नियर स्केल में हैं इसलिए जब हम देखते हैं कि कौन सा बिंदु कब मेल खा रहा है तो हमें उस बिंदु को देखने की जरूरत है जो हमें बताता है कि वर्नियर स्केल के मेन स्केल डिवीजन से कितने डिवीजन आगे हैं हम यहां कुछ माप करेंगे और जो इसे और स्पष्ट करेगा यहां भी हमें इस 0 के लिए अडजस्ट करने की आवश्यकता है अब यह देता है क्योंकि यह लीस्ट काऊंट है इसलिए मैं कह सकता हूं कि सामान्य तौर पर n वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है जिसका अर्थ है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस 1 बटा n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है इससे हमें लीस्ट काऊंट मिलती है इसका मतलब है कि लीस्ट काऊंट 1 मुख्य स्केल डिवीजन घटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है इसे लीस्ट काऊंट के रूप में जाना जाता है जो कि 1 मुख्य स्केल डिवीजन माइनस n माइनस 1 बटा n वर्नियर स्केल डिवीजनों के बराबर है जो कि मेन स्केल डिवीजनों के वास्तव में 1 बटा n के बराबर है n VSD MSD 1 VSD ¿¿ MSD लीस्ट काऊंट • 1 MSD 1 VSD • 1 MSD ¿¿¿ VSD MSD तो हमारे लीस्ट काऊंट यह है सामान्य रूप में लीस्ट काऊंट के लिए फार्मयूला तो आइए हम सिलेंडर के डायमीटर को देखने का प्रयास करें जो हमारे पास है आइए पहले बाहरी डायमीटर को देखने का प्रयास करें अब हम इस सिलेंडर के बाहरी डायमीटर को देखेंगे एक बात यह है कि हम माप डायमीटर को देखने के लिए केवल स्टील रूल का उपयोग करके मैन स्केल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सटीकता या लीस्ट काऊंट 1 मिमी होंगे आइए हम दशमलव के दूसरे स्थान तक देखें और केवल सम संख्याएँ जो 002 लीस्ट काऊंट है इसका बाहरी डायमीटर क्या है देखें हम उपयोग कर रहे हैं यहां हम देखने के लिए फिंगर लॉक का उपयोग कर रहे हैं पहले उस क्लैंप को लॉक कर देंगे जिसमें हम सिर्फ स्क्रू ले जा रहे हैं फिर हम प्रेशर डालने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे तो करने का तरीका क्या है यह तब होता है जब हम क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करते हैं और जंगम जबड़े को स्लाइड करते हैं जबड़े के बीच के छेद को मापने की सुविधा से थोड़ा अधिक बदलते हैं यहाँ जो विशेषता मापी जानी है वह है सिलिंडर हम इसे उससे थोड़ा अधिक खोलते हैं और जबड़े में फीचर को पकड़ते हैं फिर स्थिर जबड़े को संदर्भ बिंदु के संपर्क में रखते हैं इस तरह से हम वास्तव में मापी जाने वाली विशेषता की तुलना में इसे थोड़ा अधिक खोलते हैं फिर उस विशेषता को स्थिर जबड़े पर रख देते हैं इसे एक स्थिर जबड़े में रखा जाता है अब चलने योग्य जबड़े को पास ले जाया जाता है अब हम लॉक करेंगे और हम स्क्रू को क्लैंप करेंगे अब ठीक एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग करके हम थोड़ा दबाव लागू कर सकते हैं अब हम जबड़े में कैलिपर्स के बीच हल्के संपर्क को परेशान किए बिना चलने योग्य जबड़े पर क्लैंप स्क्रू को कसते हैं फिर हम स्क्रू को कस लेंगे फिर हम फीचर को हटा देंगे फिर सुविधा को हटा देंगे अब क्योंकि स्क्रू और क्लैंपिंग स्क्रू दोनों लॉक हैं और हम बहुत आसानी से रीडिंग देख सकते हैं अब रीडिंग देखने के लिए देखते हैं कि 0 क्या है वर्नियर स्केल का 0 51 से मेल खा रहा है 50 वास्तव में मेल नहीं खा रहा है तो 51 वां डिवीजन थोड़ा आगे है यानी करीब 51 है और हम देखेंगे कि कौन सी रीडिंग मेल कर रही है तो आइए देखें कि कौन सी रीडिंग मेल कर रही है वास्तव में यह एक नज़दीकी नज़र है जिससे हमें सावधान रहना होगा यहाँ सबसे अच्छा संयोग है पठन संख्या 4 0 से 1 के बीच चौथी रीडिंग मेल कर रही है जिसका अर्थ है कि इस वर्कपीस का डायमीटर मेन स्केल रीडिंग के बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काऊंट गुणा वर्नियर स्केल रीडिंग तो जो कि मेन स्केल रीडिंग के बराबर है 51 प्लस लीस्ट काऊंट 002 चौथी रीडिंग में है जो 5108 मिमी के बराबर है यह बाहरी डायमीटर है इसलिए वास्तव में जब हम माप करते समय गणना करते हैं तो यह केवल एक ही नहीं किया जाता है क्योंकि हम मेट्रोलॉजी के सांख्यिकीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे कोई भी रीडिंग केवल एक बार नहीं ली जाती है आम तौर पर हम एक ही माप पर भरोसा नहीं करते हैं इसलिए हम कई माप करते हैं तो हम किसी अन्य स्थान पर भी डायमीटर की जांच करेंगे फिर वही प्रक्रिया खोलना इसे स्थिर जबड़े में ले जाना फिर बंद करना क्लैंप को लॉक करना फिर बारिक अड्जसमेंट स्करू थोड़ा दबाव ताकि हम ठीक से कर सकें अब आइए फिर से रीडिंग देखें तो यह लगभग 51 है मेन स्केल की रीडिंग फिर से 51 है यह प्रेक्षण 1 है फिर प्रेक्षण 2 है यहां मेन स्केल रीडिंग 51 प्लस लीस्ट काऊंट गुणा वर्नियर स्केल रीडिंग है आइए देखें कि कौन सी वर्नियर स्केल रीडिंग मेल खा रही है अगर आप इसे करीब से देखें तो यहां जो रीडिंग मिल रही है वह 9th रीडिंग है तो यह 9th रीडिंग है जो 51 प्लस 018 जो 5118 के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि दोनों टिप्पणियां में 01 मिमी का अंतर है इसलिए जब हम इसे आम तौर पर स्केल का उपयोग करके देखते हैं तो रीडिंग वह रीडिंग होगी जब हम देख सकते हैं बस मुझे लगता है कि यह केवल 51 होगी डायमीटर वास्तव में यहां एक रेफरंस प्लेन को छूने के लिए है डायमीटर जो लगभग 51 है तो बात यह है कि यह अंतर 008 018 है इसलिए हम इसका उपयोग करके हम कई टिप्पणियां कर सकते हैं और औसत ले सकते हैं तो वह औसत अगली रीडिंग भेजेगा यदि यह 51 अंक आता है अगर मैं केवल इन दो रीडिंग को अपनी अंतिम टिप्पणियों के रूप में लेता हूं तो इस वर्कपीस का अंतिम डायमीटर 518 प्लस 18 5113 होगा तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह 5108 प्लस 5118 बटा 2 औसत 5113mm के बराबर है तो यह वर्कपीस इतना अलग क्यों है क्या हम देख सकते हैं कि यह अंतर यह त्रुटि क्यों है यदि हम इस वर्कपीस को बारीकी से देखें तो आप देख सकते हैं कि बाहरी भाग पर हमारे यहाँ यह सेरेशंस हैं यह वास्तव में यहाँ किया गया कनौर्लिंग है इस कनौर्लिंग के कारण इसलिए उतार चढ़ाव होते हैं क्रेसटस और टर्फस होते हैं और वहाँ चोटियाँ और घाटियाँ होती हैं जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर डाय्मीटर थोड़ा अलग आता है तो यह हमारे वर्नियर कैलीपर के प्रति काफी संवेदनशील है वर्नियर कैलिपर जिसकी लीस्ट काऊंट या संवेदनशीलता 002 मिमी के बराबर है जो इस अंतर को पहचानने में सक्षम है तो यह अंतर अधिक है यह घटना इन डिवीजनों के आधार पर क्रम से बाहर है यह अंतर 01 मिमी के क्रम का है जो मैंने अभी यहां लिखा है तो हम आंतरिक डाय्मीटर भी देख सकते हैं इसलिए मैं यहां एक और वर्कपीस चुनूंगा जिसके लिए मैं सभी जबड़े गहराई नापने का उपयोग करूंगा आंतरिक बाहरी को पहचानने के लिए या इस वर्कपीस के पूर्ण माप या पूर्ण आयामों को देखने के लिए पूर्ण चित्र बनाने के लिए तो मैं आपको देख सकता हूं कि अब इस वर्कपीस के विभिन्न भाग हैं इसमें एक छोटा सिलेंडर है इसमें एक बड़ा सिलेंडर है आपके बीच में एक स्लॉट है ठीक है हमारे पास मूल रूप से ऊपरी तरफ एक छोटा सा छेद है यह है छेद के माध्यम से और हमारे पास एक थ्रेड होल एक कीहोल है जो कि थ्रेड भी है यहां आंतरिक थ्रेडस है आइए इन सभी आयामों को देखें क्या मैं इसका चित्र बना सकता हूं क्या मैं विशिष्टताओं का चित्र बना सकता हूं या क्या मैं इस घटक के मिश्रित ड्राइंग में यह विशिष्टता प्राप्त कर सकता हूं देखते हैं तो यह इस तरह का घटक है जिसे हम आयामों को देखते हुए इसे ड्रा करेंगे आइए हम बड़े स्रकल का बाहरी डाय्मीटर देखें तो यह डाय्मीटर उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए रीडिंग जो मेल खाता है मैं केवल रीडिंग को नोट करूंगा फिर गणना नहीं दिखाएगा सीधे इस तरह से समय की बचत होगी तो यहाँ एकल डाय्मीटर वर्नियर कैलीपर में है यहाँ अनुमानित रीडिंग है यह डाय्मीटर है मैं इसे बड़ा अक्षर D कहता हूं मुझे आयाम से पहले कुछ अलग रंग चुनने दें यह 49 है मैं वर्नियर स्केल डिवीजन में मेन स्केल डिवीजन प्लस 002 का उपयोग करूंगा यह 49 प्लस 002into 11 है आप देख सकते हैं कि 11th रीडिंग यहां मेल खा रही है तो यह 49 प्लस 022 बराबर 4922 है मैं यही वेल्यू यहाँ रखूँगा अगला आंतरिक डाय्मीटर है यह छोटा d है यहबड़ा अक्षर D है इसे T कहते हैं मुझे इसे t कहनें दे मुझे इसे गहराई कहनें दे हम आंतरिक डाय्मीटर भी देख सकते हैं आंतरिक जबड़े को सिलेंडर के अंदर डालकर आप उसी सिद्धांत का उपयोग करके स्क्रू को लॉक कर रहे हैं स्क्रू को लॉक करने के बाद हम रीडिंग देख सकते हैं तो आंतरिक डाय्मीटर मेन स्केल रीडिंग 11 है और कोइनसैडिंग बिंदु 44 वां है यह 11 प्लस 02 गुणा 44 है यह छोटा a है यह 1144 मिमी के बराबर है तो दशमलव और सम संख्याओं के दो स्थानों तक हम इन सभी आयामों को देख सकते हैं तो यह आयाम d है और फिर यह t T और t है हम भी इस छोटे डाय्मीटर को देख सकते हैं मुझे इसे s कहनें दे तो हम इन सभी गणनाओं को रखेंगे और आपको नोट्स देंगे तो वास्तव में इस प्रदर्शन का उद्देश्य वर्नियर कैलीपर के इस सिद्धांत और उपयोग को दिखाना था यह वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल न केवल कैलीपर्स में उपयोग किया जाता है इसे हाईट गेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऊँचाई नापने का यंत्र उन उपकरणों में से भी है जिनका उपयोग हम प्रदर्शनों के लिए करेंगे अब कैलीपर का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां हैं कुछ सामान्य सावधानियां और कुछ इस वर्नियर कैलीपर के लिए विशिष्ट पहली सावधानी जो मैं रखूंगा वह है मापने वाला बल वर्कपीस पर अत्यधिक बल न लगाएं अत्यधिक मापने वाला बल हम जबड़े के स्थितीय विचलन के कारण माप त्रुटियों को विकसित करते हैं तो कोई अत्यधिक बल नहीं यह स्थितीय विचलन त्रुटियों को जन्म दे सकता है संख्या 2 प्रेक्षक त्रुटि है जो पेरालाक्स त्रुटि है हालाँकि उपकरण बिल्कुल स्पष्ट है हम देख सकते हैं कि कौन सी रीडिंग मेल खा रही है कौन सी वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल के साथ मेल खाती है लेकिन सामान्य रूप से पेरालाक्स त्रुटि भी आ सकती है वर्नियर कैलीपर में सामान्य से पेरालाक्स त्रुटि बच जाता है यह ऐसा उपकरण है जो संवेदनशील नहीं है कि यहां पेरालाक्स त्रुटि महत्वपूर्ण होगी लेकिन यह एक महत्वपूर्ण त्रुटि है अगर यह आती है तो यह हमें कम से कम 1 रीडिंग से अधिक अंतर दे सकती है तो संख्या 3 बाहरी माप है बाहरी माप हम वर्कपीस को यथा संभव संदर्भ सतह के करीब रख सकते हैं और मापने के चरणों को वर्कपीस के साथ फिट कर सकते हैं क्योंकि बाहरी माप कभी कभी अगर इसे उचित तरीके से नहीं रखा जाता है तो यह हमें कुछ त्रुटि दे सकता है फिर अंदरूनी माप में भी इसी तरह की कमियां हो सकती हैं इसलिए आंतरिक माप में या बाहरी माप में अधिकतम रीडिंग और सबसे छोटी रीडिंग को नोट करना महत्वपूर्ण है अधिकतम और आप इसे न्यूनतम कहते हैं कम से कम दोनों रीडिंग लें यदि संभव हो तो मैंने भी उस गहराई माप का उपयोग नहीं किया मैं गहराई गेज का भी उपयोग कर सकता हूं गहराई माप में आप गहराई नापने का यंत्र का उपयोग करके इस वर्कपीस की गहराई देख सकते हैं उस गहराई नापने का यंत्र का उपयोग करने के लिए मुझे एक सपाट सतह की आवश्यकता है जो हम वास्तव में सतह प्लेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो मैंने इस स्पिरिट लेवल को उठाया है स्पिरिट लेवल को भी चिकना किया गया है इसे ठीक से ग्राउंड किया गया है अगर ग्राउंड 1 गुणा 10000 thकिनारे पर है तो इतनी संवेदनशीलता इतनी चिकनी सतह है तो हमने इसमें गहराई गेज डाला है इसे बेस को छूने के लिए बनाया है अब हम रीडिंग नोट कर सकते हैं अब गहराई उपकरण या गहराई माप का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां हैं जैसे गहराई वाले हिस्से को मापी गई सतहों पर पर्पेनडिक्यूलर सेट करें हम कुछ स्टेप मैशरमेंट भी कर सकते हैं स्टेप मैशरमेंट में क्या होता है हमारे पास प्रमुख सतहों के साथ लगे स्टेप को मापने का चरण है स्टेप मैशरमेंट ऐसा हो सकता है जैसे हमारे पास वर्कपीस में एक खांचा है इसे स्टेप भी कह सकते हैं तो हमारे यहाँ एक खांचा है हम यहाँ नीचे कदम रखते हैं फिर हम ऊपर आते हैं वास्तव में यह वही डाय्मीटर है और यह एक स्टेप है तो स्टेप मैशरमेंट में इसे बंद करना होगा तो स्थितिगत त्रुटि भी आ सकती है आपको इसके बारे में सावधान रहना होगा तो गहराई माप के लिए मैन स्केल रीडिंग 41 और वर्नियर स्केल रीडिंग यह वास्तव में T प्लस t है यह यहाँ कुल है यह 41 प्लस 0 अंक है यह 002 002 गुणा 7 है 7 th रीडिंग मेल खा रहा है यह 4144 मिमी के बराबर है तो यह हमारा वर्नियर कैलिपर है हमारे पास एक और वर्नियर कैलिपर भी है दरअसल इस वर्नियर कैलिपर में भी हमें कोई 0 एरर नहीं था अगर यह एक 0 एरर होती तो हमें जोड़ना या घटाना पड़ता कि कभी कभी 0 मेल नहीं खाता है कभी कभी रीडिंग आगे या पीछे होता है तो कुछ यह मेल नहीं खा रहा है इसलिए हमें इसे तदनुसार समायोजित करना होगा इसलिए जब भी यह आगे की ओर होता है तो इसका मतलब यह होगा कि रीडिंग थोड़ी बड़ी है चाहे वह डीटेेकटीव जबड़े की हो जो जबड़े के थोड़े से खुले होने पर बंद हो जाते हैं इसे सकारात्मक त्रुटि के रूप में जाना जाता है इसलिए हम जो भी रीडिंग इकट्ठा करते हैं वह समझ में आता है अगर मुझे 5020 पढ़ने को मिलता है अगर यह त्रुटि 010 है तो यह 5020 है 010 कुछ ऐसा है जो इसमें जोड़ा जाता है जब आपको इसे घटाने की आवश्यकता होती है इस सकारात्मक त्रुटि को घटाया जाना है और यदि यह एक ओवरलैप है तो यह एक नकारात्मक त्रुटि होगी जिसे जोड़ा जाना है इसलिए हमें इसे त्रुटियों के लिए समायोजित करना होगा त्रुटियों से निपटने के लिए इसलिए चूंकि शून्य त्रुटि नहीं होती है उपकरण त्रुटि हमारे पास डाय्मीटर गेज है हमारे पास डायल वर्नियर है डायल वर्नियर वह है जो पहले मैं डायल गेज पर चर्चा करूंगा फिर मैं डायल वर्नियर पर चर्चा करूंगा उसके बाद और वहां भी जैसा कि मैंने कहा कि वे डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैं जिसमें हम किसी भी बिंदु पर 0 सेट कर सकते हैं इसलिए शून्य त्रुटि के साथ यह सौदा भी हो सकता है तो यह वर्नियर कैलीपर था प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग में मैं डायल गेज और डायल वर्नियर के बारे में चर्चा करूंगा फिर हम माइक्रोमीटर की ओर बढ़ेंगे आइए हम प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग में मिलते हैं धन्यवाद